विद्युतचुम्बकीय क्षेत्रों का रैखिक संवेग और कोणीय संवेग हमने विद्युतचुम्बकीय क्षेत्रों की ऊर्जा के बारे में सीखा है मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि S जिसे हमने 1 से विभाजित म्यू 0 के रूप में लिखा था यह दिखाना आसान है कि S का परिमाण ऊर्जा मात्रा ऊर्जा घनत्व गुना c के बराबर है मैं इसे आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं तो यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि किसी पात्र में पानी है या घनत्व रो का कुछ तरल है और अगर यह संवेग v के साथ चल रहा है तब प्रति इकाई समय चलने वाले पानी का प्रवाह घनत्व गुना वेग है इसी तरह ऊर्जा का प्रवाह प्रति प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्रफल u गुना c है S10EB Su c मैं अब यह कह रहा हूं क्योंकि मैं इसे उस संवेग समीकरण में उपयोग करूंगा जो मैं अब उपयोग करने जा रहा हूं अब परिचय देता हूं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का भी संवेग है EM क्षेत्र भी का भी संवेग होता है और यह भी ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है जैसे हमने पोयंटिंग वेक्टर को व्युत्पन्न किया है सिवाय इसके कि इसकी व्युत्पत्ति इस पाठ्यक्रम के स्तर से थोड़ा अधिक जटिल और थोड़ा परे है इसलिए मैं सिर्फ आयामी तरीके से बताऊंगा कि यह S जो कि कुछ भी नहीं है बल्कि प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में ऊर्जा का प्रवाह है जिसके आयाम M v वर्ग से विभाजित L वर्ग समय हैं संवेग या संवेग घनत्व से निम्नानुसार संबंधित है SEnergyarea×timeMv2L2time संवेग घनत्व जो M v से विभाजित L घन होने जा रहा है जो कि आयाम है तो यह इस से संबंधित है इसका आयाम है S सदिश S से विभाजित c वर्ग जहां c प्रकाश की संवेग है Momentum densityMvL3Sc2 इसका क्या मतलब है अगर निर्वात के किसी क्षेत्र में E क्षेत्र है और B क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में संवेग मात्रा है तो संवेग घनत्व प्रति इकाई आयतन संवेग S से विभाजित c वर्ग जो 1 से विभाजित E क्रॉस B है के बराबर होने जा रहा है चूंकि 1 से विभाजित c वर्ग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के बराबर है इसे संवेग घनत्व को एप्सिलॉन 0 E क्रॉस B के रूप में भी लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस क्षेत्र में यहां छोटा आयतन लेता हूं जहां E और B क्षेत्र मौजूद है इस आयतन में संवेग प्रति इकाई आयतन एप्सिलॉन शून्य E क्रॉस B होगा यह संवेग घनत्व है जाहिर है वहाँ भी संवेग प्रवाह होने जा रहा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन केवल c गुना संवेग घनत्व है जैसा कि मैंने ऊर्जा प्रवाह के लिए तर्क किया था और यह कुछ भी नहीं केवल 1 से विभाजित c गुना S जो 1 से विभाजित c गुना 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B होने वाला है Momentum densitySc21c210EB1c200 Momentum density0 Momentum flowc×momentum density1cS1c10EB मैं अभी इस बारे में चिंतित हूं कि संवेग घनत्व जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का संवेग है और मैं अब एक उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र का प्रदर्शन करने जा रहा हूं तो आइए हम उस उदाहरण को हल करें उदाहरण मैं लेता हूं मान लीजिए कि मेरे पास आवेश के दो चादर हैं ऊपरी में प्रति इकाई क्षेत्रफल में सिग्मा है और निचली में प्रति इकाई क्षेत्रफल में माइनस सिग्मा है तो एक विद्युत क्षेत्र है जो इन दोनों के बीच मौजूद है विद्युत क्षेत्र सिग्मा से विभाजित एप्सिलॉन 0 का परिमाण होगा मान लीजिए अब उनमें ऊपरी प्लेट में दाईं ओर और निचले प्लेट में बाईं ओर जाते हुए पृष्ठीय धारा K है E0 फिर एम्पीयर के नियम Ampere's law को लागू करके आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि B बाहर 0 होगा और अंदर B की यह दिशा होगी तो यह स्क्रीन में जा रहा है और इसका परिमाण K म्यू 0 होगा इसलिए S सदिश का परिमाण जो 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B है सिग्मा K से विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर होने वाला है और संवेग घनत्व 1 से विभाजित c वर्ग सिग्मा K से विभाजित एप्सिलॉन 0 जो म्यू 0 सिग्मा K है के बराबर होगा यह संवेग घनत्व है या इस क्षेत्र में संवेग प्रति इकाई आयतन है B0KS10EBσK0 Momentum density1c2σK00σK हम कैसे दिखाने जा रहे हैं कि यह वास्तव में यहाँ संवेग घनत्व है मैं K को K डॉट दर पर बंद करने जा रहा हूँ जब हम इस विद्युत धारा K को बंद करते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र को कम करने वाला है यदि आप उस क्षेत्र को कम करते हैं जो बोर्ड में जा रहा है तो हम अगली स्लाइड पर जाते हैं इसलिए हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये दो चादर हैं जो मैं केवल लाइन अब माइनस सिग्मा द्वारा दिखा रहा हूं हमारे पास विद्युत क्षेत्र नीचे आ रहा है हमारे पास पृष्ठीय धारा K जो इस प्रकार जा रहा है K इस प्रकार जा रहा है और हमारे पास अंदर जा रहा चुंबकीय क्षेत्र है हालाँकि K को फैराडे के नियम Faraday's law से नीचे लाया गया है क्योंकि B अब कम हो रहा है अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित होगा और आप आसानी से इसे पता लगा सकते हैं अब B अंदर जा रहा है मैं एक ऐसा विद्युत क्षेत्र बनाना चाहता हूँ जो B को एक ही दिशा में उत्पन्न करता है क्योंकि यह समान रखना चाहता है तो उत्पादित विद्युत क्षेत्र प्रेरित होने वाला है विद्युत क्षेत्र ऊपरी प्लेट पर दाईं ओर जाने वाली प्लेट के समानांतर होने वाला है और निचले प्लेट में बाईं ओर जा रहा है यह प्रेरित E के कर्ल से आता है जो d B भाग d t के बराबर है स्टोक्स प्रमेय का उपयोग करके मैं विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय की गणना कर सकता हूं मैं यह कैसे करूँगा E B∂t मैं ऊपरी और निचली तरफ l लंबाई का एक छोटा लूप लूंगा और प्लेटों के बीच की दूरी मैं d लूँगा तब समाकलन E डॉट d l माइनस d B d t डॉट d a के बराबर होता है जो मुझे E गुना l गुना 2 देता है क्योंकि यह योगदान ऊपरी और निचले हिस्से से आता है और मैं इस तरह से चल रहा हूं यह मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि आप अब तक इसका उपयोग करते हैं 2 E l यह फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर है जो कि म्यू 0 K डॉट गुना क्षेत्रफल है जो कि l गुना d है आइए हम फिर से l को रद्द करते हैं और मुझे यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र E मिलता है जो म्यू 0 K डॉट d भाग 2 के बराबर है यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ऊपरी प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह है मुझे यह स्पष्ट करने दो और निचली प्लेट पर यह विपरीत दिशा में है और इसका परिमाण है म्यू 0 K डॉट d भाग 2 तो यह सिग्मा और माइनस सिग्मा पर बल लागू करेगा ऊपरी प्लेट पर बल E गुना सिग्मा प्रति इकाई क्षेत्रफल होने वाला है Edl B∂tda2El0dKdtldE0d2dKdt तो यह म्यू 0 d भाग 2 K डॉट सिग्मा प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा निचली प्लेट पर फिर से बल दाहिनी ओर जा रहा है फिर से यह म्यू 0 d भाग 2 K डॉट सिग्मा होगा तो पूरे सिस्टम पर नेट बल म्यू 0 d K डॉट सिग्मा होगा और यह सिस्टम की प्लेटों के संवेग के d भाग d t के बराबर होना चाहिए यह संवेग कहां से आती है मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि संवेग कुछ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से आती है जो कम हो रहा है Net force0dσdKdtddt और इसलिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का संवेग कम हो रहा है और यह इस यांत्रिक संवेग में चला जाता है हमने पिछली स्लाइड में देखा कि संवेग घनत्व म्यू 0 सिग्मा K था इसलिए संवेग घनत्व म्यू 0 सिग्मा K है नेट संवेग मात्रा प्रति इकाई क्षेत्रफल में यह आयतन प्रति इकाई क्षेत्रफल जो म्यू 0 सिग्मा K क्षेत्रफल यूनिटी है एकता है और ऊंचाई d म्यू 0 सिग्मा K t है तो हमारे पास इन प्लेटों में संवेग प्रति इकाई क्षेत्रफल म्यू 0 सिग्मा K d है और जैसे ही हम K को बंद करते हैं तब संवेग परिवर्तन प्रति इकाई समय डेल्टा संवेग प्रति इकाई समय म्यू 0 सिग्मा K डॉट d हो जाती है यह संवेग प्लेटों मेंआया था इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं कि जैसे K नीचे जाता है प्लेटों के बीच के क्षेत्र की संवेग नीचे जाती है और प्लेटों में स्थानांतरित हो जाती है तो हमने उस फॉर्मूले के माध्यम से जो दिखाया है कि क्षेत्र संवेग पकड़ता है और इसे प्लेटों में स्थानांतरित किया जाता है अंत में जब पूरे समय पर समाकलित करते हैं संपूर्ण संवेग म्यू 0 K सिग्मा d प्लेटों की संवेग में चली जाएगी क्योंकि यदि मैं समय के साथ म्यू 0 सिग्मा K डॉट d को समाकलित करता हूं तो यह म्यू 0 सिग्मा K d के रूप में सामने आता है जो वास्तव में उन क्षेत्रों की संवेग है जिन्हें प्लेटों में स्थानांतरित किया गया है अंत में जब हम ऊर्जा मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की रैखिक संवेग मात्रा मैं तीन व्याख्यान के इस सेट को यह दिखा कर समाप्त कर दूंगा कि EM क्षेत्र कोणीय संवेग भी ले जाते हैं यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर संवेग p है तो कोणीय संवेग r क्रॉस p के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसलिए रैखिक संवेग के साथ कोणीय संवेग हमेशा जुड़ी रहती है मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी प्रदर्शित करूंगा Lrp इसलिए अगर कुछ निश्चित क्षेत्र में ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र E और B हैं तो हमने देखा है कि S 1 से विभाजित म्यू 0 E क्रॉस B है संवेग मात्रा प्रति इकाई आयतन एप्सिलॉन 0 E क्रॉस B के बराबर है और इसलिए कोणीय संवेग प्रति इकाई आयतन मात्रा एप्सिलॉन 0 r क्रॉस E क्रॉस B होगी क्या यह सच हो सकता है क्या ये सच है फिर हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से दिखाएंगे S10EB Momentumvolume0 Angular moemntumvolume0r× मैं जो उदाहरण लेता हूं वह है कि हम एक सोलनॉइड लेते हैं जो पृष्ठीय आवेश सिग्मा या आवेश लैम्ब्डा को प्रति इकाई लंबाई पर ले जा रहा है यह एक अन्य सोलेनोइड से घिरा हुआ है जो माइनस लैंबडा के साथ आवेश लैम्ब्डा को भी ले जा रहा है और पृष्ठीय धारा जो दाईं ओर से अंदर जा रही है और बायीं ओर से बहार आ रही है तो इस तरह पृष्ठीय धारा यह केवल एक बाहरी है जो पृष्ठीय धारा को वहन करती है मान लीजिये आंतरिक बेलनाकार खोल की त्रिज्या a और बाहरी की त्रिज्या को b जाने है फिर विद्युत क्षेत्र E 0 है S के लिए मैं a से कम बेलनाकार निर्देशांक का उपयोग कर रहा हूँ यह लैम्ब्डा से विभाजित 2 पाई एप्सिलॉन 0 S और S a और b के बीच है के बराबर है और यह b से अधिक s के लिए फिर से 0 है क्योंकि बाहरी खोल में विद्युत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र B B का परिमाण B से कम S के लिए म्यू 0 K के बराबर है और इसलिए यहाँ संवेग घनत्व होगा जो एप्सिलॉन 0 E क्रॉस B है a और b के बीच यह गैर शून्य होगा अन्यथा 0 होगा E0 sa and sb 2π0s asb आइए हम दिशाओं को देखते हैं E क्षेत्र आंतरिक खोल से दूर की ओर इशारा कर रहा है और B क्षेत्र ऊपर की ओर तो E क्रॉस B यहां से निकल रहा है और यहां जा रहा है क्योंकि B इस तरह से है तो E क्रॉस B अंदर जा रहा है इसलिए मेरे पास इस संयोजन में यह है कि खोल के दाईं ओर से विद्युत चुम्बकीय संवेग बाहर आ रहा है और खोल के बाईं ओर से अंदर जा रहा है और चूंकि यह चारों ओर जा रहा है यह एक कोणीय संवेग को जन्म देता है तो हम अब इसकी गणना करते हैं तो संवेग घनत्व E क्रॉस B एप्सिलॉन 0 E लैम्ब्डा से विभाजित 2 पाई एप्सिलॉन 0 S गुना B है जो म्यू 0 K है तो यह एप्सिलॉन 0 रद्द हो जाता है और यह लैम्ब्डा म्यू 0 K से विभाजित 2 पाई S बन जाता है यह संवेग घनत्व है Momentum density0K2πs तो मेरे पास क्या है यह सोलनॉइड और एक बाहरी सोलनॉइड और इस क्षेत्र में यह संवेग घनत्व है जो यहां से निकल रहा है और यहां जा रहा है और यह परिमाण है जिसकी हमने अभी गणना की है यह कुछ भी नहीं है लेकिन लैम्ब्डा म्यू 0 K से विभाजित 2 पाई S है सामान्य अक्ष पर कोणीय संवेग घनत्व कैसा है मुझे यह सामान्य अक्ष बनाने दें जो कि मध्य में है यह s गुना संवेग के घनत्व होने वाला है तो यह लैम्ब्डा म्यू 0 K से विभाजित 2 पाई है नेट कोणीय संवेग कैसा होगा Angular momentum densityabout the common axisS×momentum density0K2π तो इस बिंदु पर नेट कोणीय संवेग घनत्व की दिशा नीचे इंगित कर रही है क्योंकि यह s क्रॉस k है जो इस तरफ नीचे की ओर इशारा कर रहा है यह S क्रॉस K भी नीचे की ओर इंगित कर रहा है तो यह नीचे नीचे की ओर इंगित कर रहा है और नेट कोणीय संवेग इसलिए लैम्ब्डा म्यू 0 K से विभाजित 2 पाई होगा फिर बाहर यहाँ इस खोल में और मान लें कि नेट कोणीय संवेग प्रति इकाई लंबाई 2 पाई S ds गुना इकाई लंबाई है जो कि 1 है और यह a से b तक होने जा रहा है हम 2 पाई को रद्द कर सकते हैं और यह लैम्ब्डा म्यू 0 K b वर्ग माइनस a वर्ग से विभाजित 2 निकलता है यह इन दोनों खोल के बीच का नेट कोणीय संवेग है Net angular momentumlength ab0K2π2πsds0K2π इसलिए अगर मैं इसे इस क्षेत्र में फिर से प्रति इकाई लंबाई बनाता हूं तो प्रति इकाई लंबाई कोणीय संवेग मात्रा लैम्ब्डा म्यू 0 K b वर्ग माइनस a वर्ग है फिर से हम उसी का उपयोग करेंगेअभी K को घटाएं जैसे ही आप K को कम करते हैं क्षेत्र B जो इस तरह है कि नीचे जाना शुरू कर देता है जैसे जैसे क्षेत्र छोटा होता जाता है और क्षेत्र छोटा होता जाता है तो B में बदलाव से विद्युत क्षेत्र का उत्पादन होता है यह विद्युत क्षेत्र कैसा होगा और यह विद्युत क्षेत्र ऐसा है कि यह एक ही दिशा में क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होने जा रही है इस तरह यहाँ से अंदर और इस तरफ से बहार की ओर स्टोक प्रमेय लागू करके मैं केंद्र से दूरी S पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकता हूँ 2 पाई S E पाई S वर्ग गुना डॉट होने जा रहा है जो पाई S वर्ग म्यू 0 K डॉट है जो कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है इसलिए अगर मैं फिर से S को रद्द कर देता हूं तो एक S चला जाता है पाई चला जाता है मुझे म्यू 0 K डॉट से विभाजित 2 S के बराबर विद्युत क्षेत्र मिलता है जो कि उत्पादित विद्युत क्षेत्र है E0s2dKdt तो आंतरिक बेलनाकार की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट a है और बाहरी बेलनाकार पृष्ठ पर E म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट b होगा हालांकि आंतरिक पृष्ठ में आवेश प्लस लैम्ब्डा है बाहरी पृष्ठ में आवेश माइनस लैम्ब्डा है और इसलिए बल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अंदर जा रहा है और इस तरफ से बाहर आ रहा है तो माइनस चिह्न के कारण बल विपरीत दिशा में होगा आंतरिक घेरे पर आप E के समान दिशा में होंगे Einnercylindersurface02adKdt Eoutercylindersurface02bdKdt इस विद्युत क्षेत्र की वजह से बाहरी खोल पर लैम्ब्डा प्रति इकाई लंबाई 2 पाई b प्रति इकाई लंबाई के बराबर होने वाली है प्रति इकाई लंबाई गुना सिग्मा सिग्मा एक पृष्ठ आवेश घनत्व गुना विद्युत क्षेत्र है और यह कुछ भी नहीं लेकिन लैम्ब्डा है तो यह बार लैम्ब्डा गुना E है जिसे हमने पहले ही देखा है कि यह म्यू 0 K डॉट b से विभाजित 2 के बराबर है और इसलिए बाहरी खोल पर टॉर्क लैम्ब्डा म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट b वर्ग है इसी तरह से आप आंतरिक खोल पर टॉर्क की गणना कर सकते हैं और यह माइनस चिन्ह के साथ लैम्ब्डा म्यू 0 K डॉट से विभाजित a वर्ग होगा Force on the outer shell2πbσE0b2dKdt Torque on the outer shell 0b22dKdt Torque on the inner shell 0a22dKdt और इसलिए प्रणाली पर नेट टॉर्क लैम्ब्डा म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट b वर्ग माइनस a वर्ग होगी प्रणाली का नेट कोणीय संवेग तब होने वाला है जब मैं इसे K के 0 होने पर समाकलित करता हूं शुरू में K का कुछ प्रारंभिक मान लैम्ब्डा म्यू 0 से विभाजित 2 K डॉट b वर्ग माइनस a वर्ग है जहां से यह कोणीय संवेग मिली हमने पहले ही दिखाया है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र इस कोणीय संवेग को वहन करता है जिसकी गणना हमने पहले की थी Net torque02dKdt Net angular momentum of the system02K इसलिए इसलिए कि कोणीय संवेग अब बेलनाकार में स्थानांतरित हो गई है और इसलिए हमने जो दिखाया है वह है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कोणीय संवेग वहन करता है जिसे कुछ तंत्र द्वारा खोल या उसके आसपास के प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकता है और यह इसके द्वारा फिर से यांत्रिक कोणीय संवेग के बराबर है